चेहरे के भाव प्रिय प्रतिभागियों दूसरे सप्ताह के चौथे मॉड्यूल में आपका स्वागत है इस मॉड्यूल में हम चेहरे के भावों पर ध्यान देंगे चेहरे के मूल भाव क्या हैं उनका महत्व क्या है और साथ ही इस दिशा में हो रहे नवीनतम शोध के बारे में भी जानेंगे हमारा चेहरा हमारे शरीर का सबसे भाववाहक हिस्सा है यह लोकप्रिय रूप से मन के सूचकांक के रूप में जाना जाता है सामान्य धारणा है कि हमारा चेहरा हमारी भावनाओं हमारी अनुभूतियो को बहुत अर्थपूर्ण तरीके से प्रदर्शित करता है और इसलिए हमारे चेहरे के भाव जानकारिओ को पास आन करने आदान प्रदान करने और संचार करने का एक बहुत महत्वपूर्ण सामाजिक कार्य करते हैं यह मानव समाज का एक मूलभूत कार्य है जिसके बिना हमारा अस्तित्व संभव नहीं है मैं यहां राचेल जैक को उद्धृत करना चाहता हूं जिन्होंने टिप्पणी की है कि चेहरे की अभिव्यक्तियां दार्शनिकों मानवविज्ञानी मनोवैज्ञानिक और जीव वैज्ञानिको के बीच एक सदी से अधिक के लिए आकर्षण का स्रोत होने के साथ साथ अनुभवजन्य अनुसंधान का कारण भी रही हैं हमारी सामाजिक बातचीत भावनाओं की आपसी समझ पर निर्भर है भावनाओं को समझे बिना हम एक दूसरे के साथ और एक समाज के रूप में सह अस्तित्व के साथ बातचीत नहीं कर सकते हैं और यह प्राथमिक और मौलिक कार्य हमारे चेहरे के भावों की सहायता से किया जाता है जिन्हें हमारे सच्चे विचारों और सूचनाओं का प्रबल संकेत माना जाता है जिन्हें हम अक्सर दूसरों को पास करना चाहते हैं और कभी कभी हम दूसरों से छिपाना भी चाहते हैं जहां तक चेहरे के भावों के इस क्षेत्र में एक वैज्ञानिक अनुसंधान का संबंध है हमें यह स्वीकार करना होगा कि डार्विन नामक ग्रंथ में जो 1872 में प्रकाशित हुआ था उन्होंने इस विचार को प्रतिपादित किया था कि विभिन्न समाजों में मानव चेहरे से भावनाओं और अनुभूतियो की अभिव्यक्ति सार्वभौमिक है हालांकि इस विचार को जल्द ही विभिन्न अन्य वैज्ञानिकों ने खारिज कर दिया था डार्विन ने यह विचार विकास क्रम सम्बन्धी सिद्धांत के अपने तीसरे प्रमुख कार्य में प्रस्तुत किया था पहली पुस्तक ऑन द ओरिजिन ऑफ ए स्पीसीज थी जिसे 1871 में प्रकाशित किया गया था 1872 में प्रकाशित पुस्तक द एक्सप्रेशन ऑफ़ द इमोशंस इन मैन एंड एनिमल्स में डार्विन ने पता लगाया था कि मानव की कुछ विशेषताओं और व्यवहारों की उत्पत्ति पशुओं से हुई है उदाहरण के लिए आश्चर्य के क्षणों में या मानसिक भ्रम की स्थिति में भौंहों का उठना जो आमतौर पर शरमाने के साथ होता है यह ध्यान देने योग्य है कि इस पुस्तक की तैयारी के लिए डार्विन ने मनोवैज्ञानिक तथ्यों के प्रकाशन और सत्यापन के के संदर्भ में तकनीकी प्रयोग किये थे इसके लिए उन्होंने अपनी तैयारी के दौरान एक प्रश्नावली प्रसारित की थी जो इस पुस्तक के प्रकाशन से पहले हुई थी इस पुस्तक के प्रकाशन से संबंधित एक और दिलचस्प पहलू है वह यह है कि उन्होंने पुस्तक में कुछ तस्वीरें डालने पर जोर दिया था यह ध्यान रखना दिलचस्प है कि जब डार्विन यह काम कर रहे थे उस समय फोटोग्राफी की कला अपने शुरुआती दौर में थी जिसे आज हम फोटोग्राफी कला मानते हैं उसे लोग कुछ पूर्ववर्ती दशकों से ही प्रयोग कर रहे है प्रकाशकों ने जोर देकर कहा था कि लोगों के लिए पाठ में तस्वीरों का समावेश संभावतः नहीं मिल सकता है और डार्विन से इससे बचने का अनुरोध किया था हालांकि डार्विन ने इन तस्वीरों को शामिल करने पर जोर दिया था जिन तस्वीरों को आप इस स्लाइड पर देख सकते हैं वे डार्विन की इस पुस्तक में दुःख का चित्रण हैं यह मूल तस्वीरें हैं जो उन्होंने इस पुस्तक में उपयोग की थीं डार्विन ने इस पुस्तक में जो महत्वपूर्ण तर्क पेश किया था वह यह था कि मानसिक अवस्थाएँ शारीरिक गतिविधियों के न्यूरोलॉजिकल संगठन से जुड़ी हैं और उन्होंने यह कहा था कि मानव और जानवर दोनों में व्यापक रूप से अलग अलग जातियों के वृद्ध और युवा समान शारीरिक गतिविधियों द्वारा मन की एक ही स्थिति को व्यक्त करते हैं हालांकि हम पाते हैं कि न केवल समकालीन वैज्ञानिक बल्कि 20 वीं शताब्दी में काम कर रहे मानव विज्ञानियों ने भी इस विचार को खारिज कर दिया था इस विचार को खारिज करने वाले प्रमुख लोगों में हम मार्गरेट मीड के नाम का उल्लेख करना चाहेंगे जो मानव व्यवहार के क्षेत्र में एक पाथ ब्रेकिंग शोधकर्ता के रूप में माने जाते हैं हालांकि इस विचार को 20 वीं शताब्दी के अंत में पॉल एकमैन और उनकी टीम द्वारा पुनर्स्थापित करने का प्रयास किया गया था पॉल एकमैन ने चेहरे के विभिन्न प्रकार के भावों की सार्वभौमिकता के संदर्भ में पाया कि चेहरे के उन भावों को सार्वभौमिक माना जा सकता है जो विशेष भावनाओं से बंधे होते हैं जिनमें खुशी क्रोध भय आश्चर्य उदासी घृणा और अवमानना की भावनाएं शामिल होती हैं उन्होंने सांस्कृतिक विविधताओं के कारणों पर भी ध्यान दिया और उल्लेखित किया कि विभिन्न संस्कृतियों के बीच चेहरे के भावों में कई स्पष्ट अंतरों को प्रासंगिक माना जाना चाहिए पॉल एकमैन ने शुरू में छह बुनियादी भावनाओं का उल्लेख किया था हालांकि बाद में उन्होंने अपने पिछले शोध को संशोधित किया और सुझाव दिया कि सामान्य रूप से चेहरे के सात सार्वभौमिक भाव हैं और उन्होंने इस सूची में अवमानना के भाव को बाद में शामिल किया था सार्वभौमिक बुनियादी भावनाएं छह है या सात हैं इस बात पर कुछ समय के लिए भ्रम जारी रहा लेकिन बाद में स्वयं पॉल एकमैन ने इस प्रारंभिक शोध को संशोधित किया था ये मूल भाव मांसपेशियों की गतिविधि के अलग अलग पैटर्न से जुड़े हुए हैं शोधकर्ताओं ने यह भी सुझाव दिया है कि हमारे चेहरे के भाव अक्सर हमारी आवाज़ की टोन के साथ मेल खाते हैं अपने अध्ययन में एकमैन और उनकी टीम ने विभिन्न लोगों को तस्वीरों की एक श्रृंखला दिखाई थी जो विभिन्न संस्कृतियों से संबंधित थी और इन तस्वीरों में छह मूल भावनाओं को दर्शाया गया था शोधकर्ताओं ने बाद में पाया कि पश्चिमी एशियाई और जन जातीय संस्कृतियों में विभिन्न समाजों में रहने वाले लोग इन मूल भावनाओं को पहचानने में बहुत सटीक थे जिससे उन्हें यह समर्थन मिला कि हमारे चेहरे के भावों में एक सार्वभौमिकता है हालाँकि इस सार्वभौमिकता के तर्क के औचित्य और मान्यता के बारे में बहस होती रही है जिसे हम अपने बाद की चर्चाओं में भी देखेंगे पॉल एकमैन एवं उनकी टीम द्वारा और साथ ही क्रॉल इज़ार्ड ने महत्वपूर्ण घटनाक्रमों के इतिहास को संक्षेप में प्रस्तुत किया है जिसे 1970 के दशक में शुरू किया था और जो एकमैन एवं उनकी टीम द्वारा सार्वभौमिकता अध्ययनों का समर्थन करता था उन्होंने फ्रिसन के हवाले से बताया है कि कि भाव विभोर करने वाली फिल्मों में चेहरे से भावनाओं की अभिव्यक्ति बहुत अलग अलग संस्कृतियों के सदस्यों द्वारा स्वतः ही हो जाती है और मैं डेविड मात्सुमोतो और ही सुंग ह्वांग के इस अध्ययन से उद्धृत करता हूं कि चेहरे के भावों के लिए निर्णयों की जांच करने वाले 30 से अधिक अध्ययनों ने चेहरे के भावो की सार्वभौमिक मान्यता को दोहराया है चेहरा और अन्य अशाब्दिक संदीपनो में भावनाओं की जांच करने वाले 168 डेटा सेटों के मेटा विश्लेषण ने सार्वभौमिक भावनाओं की पहचान को अच्छी तरह से इंगित किया 75 से अधिक अध्ययनों से पता चला है कि जैसी भावनाए होती है ठीक उसी तरह के चेहरे के भाव स्वतः उत्पन्न होते हैं इसलिए ये अध्ययन पॉल एकमैन और उनके ग्रुप द्वारा प्रारंभिक सुझावों और निष्कर्षों को मान्य करते हैं आइए देखें कि ये मूल भावनाएं क्या हैं और उन्हें व्यक्त करने के दौरान हमारा चेहरा किस प्रकार से मांसपेशियों की गतिविधि करता है पहली सार्वभौमिक भावना जिसका उल्लेख एकमैन ने किया है वह है खुशी यह एक व्यक्ति की प्रेम या उल्लास या प्रसन्नता और संतोष की भावनाओं का स्व मूल्यांकन है और यह कई पर्यावरणीय उत्तेजनाओं के अंतर्गत सकारात्मक बातचीत से आता है इस संदर्भ में जो शोध अक्सर उद्धृत किया जाता है वह वुल्फ द्वारा किया गया है जिन्होंने चेहरे के उन विभिन्न भावों की पहचान की जो एक प्रसन्न चेहरे को व्यक्त करते हैं और चेहरे के ये भाव है मुस्कुराहट चौड़ी आँखें उभरी हुई भौहें हैं हालाँकि हम पाएंगे कि ये भौतिक विशेषताएं सामान्य रूप से भले ही प्रशन्नता को इंगित करती है पर वास्तव में खुशी के लिए जो आवश्यक है और जिसका किसी की प्रशन्नता में योगदान होता है उसकी वास्तविकताएं बहुत अधिक जटिल होती हैं और साथ ही वे अत्यधिक व्यक्तिपरक भी होती हैं उदाहरण के लिए कुछ लोगों के लिए यह भौतिकवादी हैसियत हो सकती है जबकि कुछ अन्य लोगों के लिए यह एक गैर भौतिकवादी उपलब्धि हो सकती है जो सच्चा सुख पैदा करेगी तो प्रशन्नता या सुख की भावना प्रासंगिक है हालाँकि हमारे चेहरे पर इस भावना की अभिव्यक्ति को इन भौतिक विशेषताओं की मदद से आसानी से पहचाना जा सकता है दूसरा भाव जिसे उन्होंने सार्वभौमिक भाव के रूप में पहचाना है वह उदासी या दुःख है यह सहज भावनाओं के एक व्यवस्थित समूह से उत्पन्न होता है उदाहरण के लिए जब कोई व्यक्ति किसी प्रकार की हानि व्यक्तिगत दुःख पीड़ा आदि से गुजरता है हालांकि यह समझना भी महत्वपूर्ण है कि इसके साथ पहचाने जाने वाली भावनात्मक अवस्था केवल अस्थायी होनी चाहिए दुःख और अप्रसन्नता की एक दीर्घकालीन भावना भी अवसाद जैसे भावनात्मक विक़ार का एक परिणाम हो सकती है और इसे समझने के लिए एक अलग दृष्टिकोण की आवश्यकता हो सकती है दुख की इस भावना से हम आम तौर पर किसी विशेष भाव की व्याख्या किसी दिए गए संदर्भ में करते हैं यह भी दिलचस्प है कि कुछ विशेष प्रकार के लिंग पूर्वाग्रह के साथ किए गए विभिन्न शोधों में लैंगिक भूमिकाओं की उपयुक्तता की समझ के बारे में सामाजिक कंडीशनिंग का प्रतिबिंब भी दिखाई देता है उदाहरण के लिए मैं अडोल्फ द्वारा किये गए एक विशेष अध्ययन का उल्लेख करूंगा जो 2002 में आयोजित किया गया था और जो बताता है कि उदासी के भाव मुख्य रूप से पुरुषों की तुलना में महिलाओं में अधिक व्यक्त किए जाते हैं इस प्रकार के शोधों में हम पाएंगे कि लैंगिक भूमिकाओं की सही स्थिति के बारे में रूढ़िवादिता इत्यादि को निष्पक्ष रूप से नहीं देखा गया है एकमैन फ्राइसन और टॉमकिंस ने उदास चेहरे की मुख्य विशेषताओं को सूचीबद्ध किया है उदाहरण के लिए नीची पलकें सिकुड़े होंठ उतरा हुआ गाल आँसुओं का मुँह के कोने से नीचे की ओर गिरना आदि उदासी दर्शाने वाली इन चित्रित अभिव्यक्तियों को आंखों और मुंह के आसपास की मांसपेशियों के संकुचन के माध्यम से सहायता प्रदान की जाती है और ऑर्बिक्युलर ओकुलि मांसपेशी आँसू की बूदो छोड़ने के लिए पलकों को बंद होने के लिए मजबूर करती है तीसरा सार्वभौमिक भाव भय का है और जैसा कि हम सभी समझते हैं कि यह सबसे अधिक परेशान करने वाली भावनाओं में से एक है यह आशंका खतरा या दर्द की भावना की प्रतिक्रिया है जो वास्तविक या कल्पना हो सकती है यह हमारे चेहरे पर विभिन्न शारीरिक प्रतिक्रियाओं का परिणाम है उदाहरण के लिए यह व्यापक खुले मुंह के रूप में हो सकता है जो ऊपरी होंठ के ऊपर उठने से बनता है और या तो भागने या कुछ और ऑक्सीजन लेने की इच्छा का संकेत दे सकता है फिर माथे और भौहों को झुर्रीदार किया जाता है और चेहरे और होंठ को केंद्र की ओर खींचा जाता है हालांकि भय की भावना जो हमारे चेहरे में परिलक्षित होती है अक्सर कुछ अन्य शारीरिक लक्षणों से भी जुड़ी होती है जैसे कि हृदय की दर में वृद्धि चौथी सार्वभौमिक भावना क्रोध है जिसे एक बुरी भावना के रूप में जाना जाता है और जो गुस्से की तीव्र भावना से कहीं भी हो सकता है और यह कई नकारात्मक भावनाओं से भी जुड़ा हुआ है उदाहरण के लिए निराश होना आघात महसूस करना किसी विशेष स्थिति में निराश होना चिंतित महसूस करना या किसी प्रकार की शर्मिंदगी महसूस करना किसी व्यक्ति द्वारा इस तरह की भावना का संचार चेहरे के बाहरी भावों के माध्यम से किया जाता है जब व्यक्ति क्रोध महसूस करता है तो उसके चेहरे में कुछ प्रमुख परिवर्तन होते हैं है जैसे कि भौंहों को नीचे किया जाता है माथे का विस्तार भी कम हो जाता है एक विस्तृत अतिरंजित मुंह होता है और ठोड़ी भी तंग होती है पाँचवाँ सार्वभौमिक भाव आश्चर्य का है जो कि विस्मय की अनुभूति है इस भावना से जुड़े चेहरे के भाव इसकी अप्रत्याशितता को दर्शाते हैं और इसलिए हम पाते हैं कि इस विशेष भाव की अभिव्यक्ति से जुड़े चेहरे के फीचर्स शायद सबसे नाटकीय और तात्कालिक हैं जैसा कि यह एक अतिरंजित भावना है हम पाते हैं कि यह भाव हमारे चेहरे के फीचर्स द्वारा कई तरह से व्यक्त किए जाते हैं जैसे कि भौहें उठी हुए और घुमावदार बन सकती है हमारे माथे पर झुर्रियां बन सकती हैं और एक गिरे हुए जबडे के साथ विस्तृत खुला मुंह भी बनता है छठी सार्वभौमिक मान्यता प्राप्त भावना घृणा है यह किसी व्यक्ति या किसी वस्तु को नापसंद करने किसी भौतिक लक्षण के आधार पर या हमारे आस पास किसी बात पर नाराज़ होने की भावनाओं से जुड़ा होता है और यह एक भावनात्मक उत्तेजना की प्रतिक्रिया है जो किसी व्यक्ति को तीव्रता से नाराज़ करती है इसके मुख्य शारीरिक लक्षणों को एक झुर्रीदार नाक दबे हुए होंठ और माथे की व्यग्रता के रूप में सूचीबद्ध किया गया है मुख्य रूप से चेहरे की लेवेटर लेबी श्रेष्ठ पेशी का संकुचन घृणा के भाव को व्यक्त करता है क्योंकि यह नाक को झुर्रियां देता है और नापसंद और घृणा की भावनाओं को व्यक्त करने के लिए ऊपरी होंठ उठाता है सातवें भाव को पॉल एकमैन द्वारा सार्वभौमिक रूप से स्वीकार की गई भावनाओं की सूची में जोड़ा गया था जो कि अवमानना का भाव है और हम पाते हैं कि यह अक्सर बनावटी हंसी के रूप में परिलक्षित होता है या मुंह एक तरफ़ा उठा होता है हम देखते हैं कि अवमानना भी एक महत्वपूर्ण सूक्ष्म अभिव्यक्ति है हाल में किए जा रहे अध्ययनों ने चेहरे की अभिव्यक्ति और शारीरिक मुद्राओ के संयोजन के लिए दृष्टिकोण को बढ़ाया है और उन्हें अंतर सांस्कृतिक रूप से गर्व के साथ साथ शर्म के एक स्थिर पैटर्न के सबूत मिले हैं इसलिए यह बहुत संभव है कि हमें कुछ और भावनाओं का प्रमाण भी मिल सकता है जिन्हें बहुत जल्द सार्वभौमिक माना जा सकता है इस स्लाइड में एकमैन और फ्राइसन द्वारा सुझाए गए चेहरे के भावो के संकेत प्रदर्शित किये गए हैं तीन स्तंभों में हम पाते हैं कि अभिव्यक्ति और उसके संगत गति विधि के संकेत को सूचीबद्ध करने के बाद हमारे चेहरे की किसी विशेष गति विधि के लिए उपयोग किए जाने वाली मांसपेशियों की संख्या भी सूचीबद्ध की गई है एकमैन और फ्राइसन द्वारा किया गया यह एक बहुत महत्वपूर्ण शोध है क्योंकि हम पाते हैं कि रोबोटिक्स वगैरह के क्षेत्र में नवीनतम तकनीकी के विकास में भी एकमैन और फ्राइसन की इस मूल खोज का उपयोग किया जा रहा हैं बाद में हम इस स्लाइड का फिर से उल्लेख करेंगे यह एक बहुत ही दिलचस्प वीडियो है जो सात प्रकार के सार्वभौमिक चेहरे की अभिव्यक्ति को दिखता है और उन्हें संक्षिप्त तरीके से समझाता है यद्यपि 10000 से अधिक सूक्ष्म अभिव्यक्तियां हैं लेकिन आज हम उसमे से केवल सात प्रमुख अभिव्यक्ति के बारे में बात करने जा रहे हैं तो नंबर 1 क्रोध है यह सूक्ष्म अभिव्यक्ति तब पाई जाती है जब कोई अपनी भौंहों को नीचे खींचता है और अपने होंठों को कठोरता से सीधा कर लेता है यदि आप किसी लड़ाई जैसे बार फाइट या कुछ और में जाने से ठीक पहले दो लोगों पर एक नज़र डालते हैं तो आपको यह सूक्ष्म अभिव्यक्ति दिखाई देगी कभी कभी आप उन्हें आत्मविश्वास प्रदर्शित करने के उद्देश्य से अपनी ठुड्डी को ऊपर खींचते हुए भी देखेंगे लेकिन अपनी ठोड़ी को ऊपर खींचना भी आक्रामकता का एक संकेत है किसी और के क्रोध को पढ़ने का सबसे अच्छा तरीका है कि उनकी भौहों के बीच लंबवत रेखाएं देखें खास तौर पर यह देखना अच्छा होगा यदि आप किसी को आदेश दे रहे हैं या उनकी राय पूछ रहे हैं नंबर 2 है डर डर के कारण आँखों के सफ़ेद होने को ज्यादा दिखाया जाएगा कोई अपनी आइब्रो बढ़ाएगा लेकिन उसका मुंह तटस्थ स्थिति में होगा ताकि वह चीख सके या एक गहरी सांस ले सके तो यह सब एक क्रम विकास सम्बन्धी दृष्टिकोण से समझ में आता है आपकी आँखें अधिक प्रकाश लेने के लिए और अधिक खुल जाती हैं और आपका मुंह लड़ाई या भागने की प्रतिक्रिया के लिए आपके शरीर को स्थापित करने लगता है या तो चीखने या साँस लेने की प्रतिक्रिया के लिए इसलिए यदि आप किसी को डराते हैं या किसी को कुछ बताते हैं जो उन्हें डरा सकता है तो आमतौर पर उनका चेहरा ऐसा बन जायेगा नंबर 3 खुशी है खुशी एक प्रमुख सूक्ष्म अभिव्यक्ति है मूल रूप से खुशी सिर्फ एक बड़ी मुस्कान है आप बता सकते हैं कि यह एक वास्तविक मुस्कान है अगर उनकी आंखों के आसपास झुर्रियां बन रही हैं कुछ लोग इसे कौवे का पैर कहते हैं वास्तव में लगभग 10 लोगों में से केवल 1 व्यक्ति में ही यह झुर्रियां इस कारण बनती है इसलिए यह बताने का सबसे अच्छा तरीका है कि क्या कोई झूठी मुस्कान दिखा रहा है या वह वास्तव में खुश हैं इसलिए यदि आप किसी को अच्छी खबर सुनाते हैं तो उनकी प्रतिक्रिया को पढ़ना महत्वपूर्ण है क्या वे वास्तव में खुश हैं या वे सिर्फ आपको अच्छा महसूस कराने के इरादे से ऐसा कर रहे हैं इसके अलावा यदि आप किसी लड़की पर पिक अप लाइन का उपयोग कर रहे हैं तो यह एक शानदार संकेत है वैसे मैं आपको एक बोनस के रूप में 9 बहुत अधिक असंतृप्त पिक अप लाइन्स देता हूं और आकर्षण का मनोविज्ञान वीडियो कोर्स जो मैंने अभी जारी किया है जिसका विवरण में लिंक में दिया गया है नंबर 4 अवमानना है अवमानना मूल रूप से किसी चीज के साथ घृणा या अपराध भाव या दुखी होने को दर्शाता है यह भी बहुत आसनी से पढ़ा जा सकता है यह मूल रूप से सिर्फ एक बनावटी मुस्कुराहट है जिसमे व्यक्ति अपने मुंह को एक तरफ उठाता है डॉक्टर जॉन गॉटमैन ने जोड़ों का अध्ययन किया और पाया कि जब वह अपने चिकित्सा कार्यालय में अवमानना सूक्ष्म अभिव्यक्ति देखते हैं तो तलाक की दर बहुत अधिक बढ़ जाती है तो यदि आपके पास कोई और है और आप देखते हैं कि एक तरफ मुंह उठा हुआ है तो आपको इसके गायब होने से पहले कुछ पता करने की आवश्यकता है किसी के प्रति घृणा एक ऐसी चीज है जिसे दूर करना बहुत मुश्किल है खासकर अगर यह अंतरंग संबंध के बीच है नंबर 5 आश्चर्य है यह डर के समान है लेकिन जब आश्चर्य होता है तो आप अपना जबड़ा नीचे करते हैं और आपकी भौहें ऊपर उठती हैं आश्चर्य और भय के बीच सबसे बड़ा अंतर यह है कि आश्चर्य के कारण आपका मुंह ढीला हो जाता है जबकि भय से मुंह तनाव ग्रस्त हो जाता है लेकिन आपको पता है कि देखकर यह बताने में मुश्किल होने वाली है इसलिए आश्चर्य में एक और बात यह है कि भौंहों को गोल किया जाता है इसके विपरीत डर में आमतौर पर वे सीधे होते हैं यह माथे में विभिन्न मांसपेशियों का उपयोग करने के कारण होता है इन दोनों के बीच अंतर जानना बहुत जरूरी है यदि आप किसी से एक रहस्य के बारे में पूछ रहे हैं और वे इनमें से किसी एक चेहरे को प्रदर्शित करते हैं तो आप पता लगा सकते हैं कि क्या वे इस रहस्य के बारे में पहले से ही जानते थे शायद वे पहले से ही जानते थे कि कोई उन्हें धोखा दे रहा है या शायद आप उन्हें नहीं बताना चाहते हैं कि आप पहले से ही जानते थे कि एक सहकर्मी गर्भवती थी छठी सूक्ष्म अभिव्यक्ति उदासी है इस सूक्ष्म अभिव्यक्ति के लिए नकली मुखाकृति सबसे कठिन है वास्तव में मुस्कुराने की तुलना में इस अभिव्यक्ति में अधिक मांसपेशियों का उपयोग होता है इसका मतलब है जब आप उदासी को एक सूक्ष्म अभिव्यक्ति के रूप में देखते हैं तो यह लगभग हमेशा सच होता है यदि कोई दुखी है तो उनके होंठों का कोना नीचे की ओर होगा आमतौर पर उदासी चेहरे की एक लंबी अभिव्यक्ति है जो कभी कभी कुछ सेकंड से अधिक समय तक चलती है इसके अलावा आइब्रो के अंदरूनी हिस्से एक दूसरे को धक्का देंगे जिससे ऊर्ध्वाधर रेखाएं बन जाएंगी इस प्रकार इस अभिव्यक्ति को नकली तौर पर करना बहुत मुश्किल है नंबर 7 घृणा है घृणा तब होती है जब आप बदबू को सूंघते हैं या बहुत बुरा मजाक सुनते हैं ऐसे में होंठ का ऊपरी हिस्सा ऊपर खींच जाएगा जो मूल रूप से आपकी नाक को थोड़ा बाहर फूलाने का कारण बनता है और आमतौर पर भौंहें थोड़ी टेढ़ी होती हैं घृणा एक महत्वपूर्ण भाव है और यह उन जगहों पर दिखाई देता है जहां आप इसकी कम से कम उम्मीद करेंगे आप किसी के बारे में अपनी राय पूछ सकते हैं और वे घृणा की अभिव्यक्ति दिखा सकते हैं आप वास्तव में यह पता लगा सकते हैं कि क्या किसी को वह विचार पसंद नहीं है जिसे आप प्रस्तावित कर रहे हैं या यहां तक कि यह भी पता कर सकते है की कोई व्यक्ति विचार से जातिवादी है लेकिन वे व्यवहारिक रूप से जातिवादी नहीं हैं तो ये सात प्रमुख सूक्ष्म अभिव्यक्तियाँ हैं इस चर्चा की शुरुआत में हमने एक विचार विमर्श को देखा था कि क्या हमारे चेहरे पर अभिव्यक्तियाँ सार्वभौमिक है या फिर यह हमारी सांस्कृतिक पृष्ठभूमि से निर्धारित होती है इसलिए यह चर्चा जारी रही है इस चर्चा में हमने देखा कि शुरुआत में एकमैन और फ्राइसन द्वारा सार्वभौमिकता की धारणा का सुझाव दिया गया था और बाद में उनके लिए ए महत्वपूर्ण समर्थन प्रस्तावित किया गया था उसी तरह से हम पाते हैं कि हमारे चेहरे के भावों को सामाजिक रूप से जानने का विचार मार्गेट मीड द्वारा प्रमुखता से सुझाया गया है इस विचार को काफी आलोचनात्मक समर्थन भी मिला है हम पाते हैं कि मानव व्यवहार के बढ़ते दस्तावेज़ीकरण के साथ साथ मानव वैज्ञानिक शोध सांस्कृतिक व्यवहार के उन पहलुओं के बारे में जागरूकता पैदा कर रहे हैं जिन्हें पहले मानवीय जीवन में सहज जैविक और सामान्य माना जाता था विशेष रूप से कुछ निश्चित इशारे हैं जो लोगों ने स्थापित किये हैं उदाहरण के लिए इशारे हाँ और नहीं का संकेत देते हैं जबकि पहले यह सोचा गया था कि सिर हिला देना समझौते का एक सार्वभौमिक इशारा है हालांकि कुछ सामाजिक वर्ग हैं साथ ही साथ कुछ सांस्कृतिक समूह भी हैं जिनमें इस इशारे का अर्थ कुछ विपरीत है उसी समय अलग अलग अभिवादन के रिवाज हैं उनमें से कुछ हिंसक भी हैं और साथ ही हम पाते हैं कि नकारात्मक भावनाओं की अभिव्यक्ति भी सार्वभौमिक है जापान के साथ साथ कई अफ्रीकी समुदायों में हम पाते हैं कि नकारात्मक भावना आम तौर पर व्यक्त नहीं की जाती है बल्कि लोग सोचते हैं कि नकारात्मक भाव या नकारात्मक अनुभूतियो और भावनाओं को मुस्कुराहट और हंसी का मुखौटा लगाना पड़ता है जिससे कि आप जिस दूसरे व्यक्ति से बात कर रहे हैं उसे आपके व्यक्तिगत दुःख का आभाष न होने पाए मूल रूप से हम पाते हैं कि हमारे चेहरे के भाव एक निश्चित संदेश को उद्धृत करते हैं और विशेष भावना के इस संदेश को अन्य इंटरैक्टेंट द्वारा डिकोड किया जाना है इसलिए एक तरह से हमारे चेहरे के भाव संवाद करने के लिए मानव की एक बुनियादी जरूरत को पूरा करते हैं तो चेहरे के भाव हमारे हाव भाव हमारी बातें अशाब्दिक संप्रेषण के इन पहलुओं को दर्शाती हैं संदेश को सही ढंग से संप्रेषित करने के लिए सिग्नल और डीकोडिंग की सही जानकारी अवास्यक है इस विशेष वीडियो में हम पाते हैं कि हमारे व्यवहार के कुछ पहलुओं में सांस्कृतिक विविधताएँ जो पहले सार्वभौमिक मानी जाती थीं एक दिलचस्प फैशन में प्रदर्शित होती हैं इस ग्रह पर हर व्यक्ति भावनाओं को महसूस करता है आप भावनाओं हमारी अनुभूतिओं या विचारों को देखते हैं जो सचेत विचार के बजाय अनायास उठते हैं हम इसे एक वैश्विक परिप्रेक्ष्य में देखते हैं अंतर यह है कि हम भावनाओं की अभिव्यक्ति की व्याख्या कैसे करते हैं जब वे अन्य संस्कृतियों में उत्पन्न होते हैं हालांकि यह एक बड़े मुद्दे की तरह प्रतीत नहीं होगा या किसी को लगता है कि यदि कोई व्यक्ति चीन में खुश है तो वह इसे उसी तरह से प्रदर्शित करेगा जैसे कि अमेरिकी करते हैं तथ्य यह है कि विभिन्न संस्कृतियों में अनुभवों और भावना के अभिव्यक्ति की व्याख्या पहले किये गए शोध के समान एक देश से दूसरे देश में भिन्न होती है उदाहरण के लिए कुछ देशों में जब कोई व्यक्ति गुजर जाता है तो व्यक्तियों का अंतिम संस्कार में शामिल होना और शोक प्रकट करना आम है हालांकि अन्य देशों में यह उम्मीद की जाती है कि हर व्यक्ति शांत होगा और दुख नहीं दिखाएगा इस सांस्कृतिक सेटिंग में भावना या इसकी कमी यह है कि यह संस्कृति कैसे एक व्यक्ति के गुज़र जाने पर अपनी संवेदना व्यक्त करती है ताहिती को बताने की कोशिश कर रहे हैं कि आप दुखी हैं और एक अनुवादक से अनुवाद करने के लिए कहेंगे तो ताहिती भाषा में वह ऐसा करने में सक्षम नहीं होंगा क्योंकि ताहिती भाषा में दुख के लिए कोई शब्द नहीं है इस एक शब्द की अनुपस्थिति यह दर्शाती है कि ताहिती आमतौर पर दुख व्यक्त नहीं करते हैं कुछ संयुक्त राज्यों को किसी एक या दूसरी बात पर दुख व्यक्त नहीं करने के लिए समझाना मुश्किल है लेकिन शब्द का अभाव यह दर्शाता है कि ताहिती संस्कृति में यह भावना व्यक्त नहीं की गई है शब्दों की अनुपस्थिति और इस प्रकार उन शब्दों की भावनात्मक अभिव्यक्ति का अभाव कई अन्य संस्कृतियों में भी पाया जाता है जापान में ऐसे व्यक्ति के लिए एक शब्द है जो एक चुनौती पर काबू पाने के लिए प्रशंसा के योग्य है अमेरिका में उसके लिए ऐसा एक भी शब्द नहीं है एक और उदाहरण है कि एस्किमोज और चीनियों में चिंता के लिए एक भी शब्द नहीं है इस प्रकार एस्किमोज या चीनी के लिए यह एक चुनौती होगी कि वह चिंता व्यक्त करे या दूसरी भाषा में इसकी व्याख्या करे मैं राचेल जैक नामक लेख में एक बहुत ही मान्य बात को रखा गया है और मैं उसे उद्धृत करता हूं इस विशिष्ट बहस में यह महत्वपूर्ण है कि एक कदम पीछे लिया जाए और व्यापक संदर्भ में चेहरे के भावों की जांच की जाए इसलिए हम पाते हैं कि भावनाओं के संचार का विचार हाल ही में उन विषयों पर हुआ है जिन्हें पारंपरिक रूप से एक दूसरे से अलग माना जाता था उदाहरण के लिए इंजीनियरिंग रोबोटिक्स और साथ ही कंप्यूटर विज्ञान जैसे विषयों में चेहरे के भावों का अध्ययन किया जा रहा हैं नतीजतन मानव चेहरे का उपयोग करके भावना के संचार का परीक्षण करने के लिए आधुनिक दृष्टिकोण एवं परिष्कृत तरीकों का समावेश किया जा रहा है जो न केवल ज्ञान को जोड़ते है बल्कि ऐसी तकनीकें भी हैं जो विविध क्षेत्रों से ली की गई हैं एकमैन और फ्राइसन ने चेहरे के भावों की पहचान के लिए संकेत दिए थे जिन्हें मैंने पिछली स्लाइड में सूचीबद्ध किया है और ये संकेत हमारी समकालीन दुनिया में ऐनिमेशन बनाने के साथ साथ यथार्थपूर्ण दृश्य बनाने के लिए एक महत्वपूर्ण आधार बन गए हैं इस बहुत ही दिलचस्प शोध में हम पाते हैं कि पॉल एकमैन वगैरह के बुनियादी निष्कर्षों का इस्तेमाल किया गया है और घृणा और क्रोध के लिए बाउंडिंग बॉक्स तैयार किये गए हैं और इन बाउंडिंग बॉक्सेस की समझ से ही एनिमेशन के साथ साथ हमारे दृश्यों में भी इस विचार को स्पष्ट रूप से व्यक्त करने के लिए चेहरे की विभिन्न विशेषताएं बनाई जाती हैं जहां तक हमारे चेहरे पर मानवीय भावनाओं की अभिव्यक्ति का संबंध है आजकल जिन सवालों से हमें जूझना पड़ता है वे समकालीन तकनीकी विकास के साथ अधिक मूल्यांकन किए जाते हैं तो रोबोट और डिजिटल अवतार को इस तरह से डिज़ाइन किया जाना चाहिए कि वे चेहरे के भावों का एक सेट प्रदर्शित करें जो सार्वभौमिक रूप से पहचाने जा सकते हों या उन्हें इस तरह से तैयार किया जाना चाहिए कि वे उन भावनाओं को व्यक्त कर सके जो एक विशेष संस्कृति के लिए विशिष्ट हैं चूंकि इस तरह के सवालों के समाधान के लिए मानव संचार और सामाजिक संपर्क के साथ साथ सूचना प्रसंस्करण और सीखने के विविध ज्ञान की आवश्यकता होती है इसलिए हम पाते हैं कि संचार के अशाब्दिक पहलुओं के क्षेत्र में अनुसंधान एक समृद्ध स्रोत बन गया है अगले मॉड्यूल में हम चेहरे पर सूक्ष्म और स्थूल भावों की विशेषताओं के संदर्भ में इस चर्चा को जारी रखेंगे